तो ठीक है तो अब तक हमने XT1 और यह सब देखा है इसलिए जैसा कि आप सभी को बता रहा हूं कि मुझे इस पर आगे बढ़ने से पहले 1 या 2 बातें बताई जानी चाहिए इतनी सारी गणनाएं हैं हम सभी संयोग से मनुष्य हैं यदि आप पाते हैं कि ये सभी गणना मुझे आशा है कि मैंने सही किया है लेकिन एक संभावना है कि कैलकुलेटर दबाने और ये कि मुझे याद है कि मैं संख्यात्मक मूल्यों में भी कुछ गलती कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं यही कारण है कि पहले भी 1 या 2 जगहों पर Ep Es के बजाय मैंने Vp Vs लिखा था उसे सही करने के बजाय तुरंत कक्षा में रखा गया था इसी तरह गुणा कि उस x2 को विभाजन के बजाय गुणा किया गया जिसे भी सही किया था इसी तरह इन सभी गणनाओं को क्योंकि बाद में आपको कई और गणनाएं दिखाई देंगी इसलिए यदि आप विशेष रूप से मेरा मतलब है कि जब हम लोड प्रवाह में आएंगे तो एकोनोमिकल लोड डिस्पेच और फ़ाल्ट स्टडीस होगा इसलिए यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि कैलक्युलेशन एरर या कुछ भी या कोई भी सुझाव तो कृपया मुझे मेल भेजें मैं उसकी सराहना करूंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी गणना शामिल हैं और कहीं भी आपको कोई एरर या कुछ भी दिखाई देता है राइटिंग एरर या कुछ भी मुझे मेल करें जिससे मैं खुद को सही कर सकूं तो अब ZB आपका ZBline जो कि यह लाइन बेस लाइन वोल्टेज है जिसे हमने गणना की थी वह 113432100 जो कि 12866Ω है और Xline XlineΩ ZBline प्रति यूनिट है Xline का मतलब है Xline वैल्यू मैंने इसे प्रति यूनिट समझने योग्य किया है यह 60128660466 pu प्रति यूनिट है मोटर साइड अब समान चीज आप समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप समीकरण 16 कहते हैं पुराने मान नए मान हैं तो पहले मैंने सभी कुछ समझाया है तो यह सब कुछ अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं आप कोशिश करें तो Xm1 ओममिक वैल्यू 02 240 है क्योंकि पहले आपको अपनी खुद की ओमिक वैल्यू यूनिट्स को खुद की रेटिंग के आधार पर कन्वर्ट करना होगा जो कि खुद का आधार मान है इसलिए मोटर 1 के लिए बेस MVA या बेस KV के लिए 30 और बेस MVA रेटेड था माफ कीजिये मोटर का रेटेड बेस वोल्टेज 30 KV और MVA रेटेड MVA 40 था तो यह 2MVA है वह अपने मोटर पर है यह मान हमेशा उसके आधार पर आपके मोटर रेटिंग के आधार मान को देता है तो 02 240 जो कि 45Ω है जो कि ओमिक मान है लेकिन Z बेस को हम 1089 Ω जानते हैं इसलिए 48 ZB जो 0413 pu है इसी तरह अन्य 2 आप आसानी से गणना कर सकते हैं इन दो की आप सीधे समीकरण 16 का उपयोग करके गणना कर सकते हैं तो Xm2new02 100 30 2 जो भी है वह 0551 pu आता है इसी तरह मोटर 3 के लिए आप समीकरण 16 का उपयोग करके समान समीकरण की गणना करते हैं यह 0826 pu बन जाएंगा एक बार यह हो जाने के बाद आप प्रति यूनिट डाइग्राम को खींचते हैं इसका मतलब यह है कि यह एक यह सिंगल लाइन डाइग्राम है जो कि इन सभी चीजों का स्केमेटिक डाइग्राम है और यहां तक कि यह आपका प्रति यूनिट डाइग्राम है तो जनरेटर यह एक जनरेटर रिएकटेन्स 015 pu है तो यह दिया जाता है तो ट्रांसफॉर्मर T1 भी एक कॉमन बेस में परिवर्तित हो जाता है जो कुछ भी आपने किया है वह j00683pu था फिर यह लाइन j0466 pu है और फिर यह ट्रांसफॉर्मर T2 है यह भी दोनों ट्रांसफार्मर समान हैं जो एक ही रेटिंग समान रिएकटेन्स के है तो j00683 pu और उनके पास तीन मोटरें हैं जो सभी पेरेलल हैं सभी पेरेलल में हैं तो मोटर 1 j0413 मोटर 2 j0551 मोटर 3 j0826 और डाइग्राम को पूरा करें केवल एक चीज गणना के दौरान है यह सभी गणना मे मैंने 'j' का उपयोग नहीं किया और फिर से यह क्लमसी बन जाएगा हर जगह 'j' रख दिया जाता है तो बजाय इसके हर जगह आप एसा ही बनाते हैं और उसके बाद सर्किट डाइग्राम में आप 'j' रखते हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल से इस वोल्टेज को मोटर टर्मिनल वोल्टेज दिया जाता है इसलिए तदनुसार आपको करेंट और बाकी चीज़ की गणना करना पड़ सकता है जिसे आप फ़ाल्ट स्टडीस के दौरान देखेंगे लेकिन यह है कि उसके बाद डाइग्राम में हमने सभी 'j मानों को रखा है अगला यह उदाहरण 5 है तो यह वास्तव में है कि यह एक छोटा वाला है कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को उनकी नेम प्लेट रेटिंग्स के साथ दिया गया है अगर आप कहते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट रेटिंग्स वहाँ हैं तो सब कुछ उनके अधिकार से प्राप्त होगा रिएकटेन्स डाइग्राम जब यह Y Y और Y ∆ कनेक्शन 3 फेस बैंक के लिए वोल्टेज और पावर बेस को लेता है इसका मतलब है हमारे पास 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर हैं जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वह है 3 फेस Y Y एक और 3 फेस Y ∆ देखें कि आपको यह पता लगाना है कि आप जिसे आप कहते हैं 3 फेस के बैंक के लिए वोल्टेज और पावर बेस लेते हैं तो हम प्रति यूनिट में क्या करेंगे चाहे वह Y Y या Y ∆ हो बस ट्रांसफार्मर की रेटिंग को देखें तो उनका सिंगल फेज इस सिंगल फेज की रेटिंग 1000 KVA है जो कि आपका 1 MVA है और वोल्टेज 1266 66 KV है सिंगल फेज के लिए यह डेटा सिंगल फेज और लीकेज रिएक्टेन्स के लिए 010 pu है और यह आपका है जिसे आप कहते हैं और लीकेज और इस मामले में यह Xm मोटर नहीं है यह आपकी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेन्स है यह 50 pu है जो दिया गया है इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है हमें यह देखना है कि भले ही आप प्रति यूनिट सिंगल फेस में या प्रति यूनिट तीन फेस में ले लें आप पाएंगे कि वे एक ही हैं लेकिन यह सिंगल फेस प्रति यूनिट के लिए है यह दिया गया है यह मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेन्स है इसे 50 pu दिया गया है अब जब आप किसी सिंगल फेस के लिए इस पर विचार करते हैं तो B1 1266 KV और B2 66 है हमारे पास प्राइमरी साइड 1266 है सेकंडरी साइड 66 KV है और base 1000 KVA का है इसका मतलब है कि यह 1 MVA है 1000 1000 है तो ZB1B12 base जो कि 126621 है जो 16027Ω है जब आप सिंगल फेस के रूप में विचार कर रहे हों इसी प्रकार वह ZB2B22 base जो कि 6621 है जो 4356 Ω है तो यह वास्तव में प्राइमरी के लिए संदर्भित वास्तविक रिएक्टेन्स है कि X1 0116027 है जो कि 16027 ओमिक मान है क्योंकि इस बिंदु को लीकेज रिएक्टेन्स दी गई थी यहां इसे दिया गया है इसे XL दिया गया था जिसे हम प्राइमरी के लिए एक X1 संदर्भित के रूप में लिख रहे हैं इसी तरह Xm 50 16027 80135 Ω है अभी ये ट्रांसफार्मर आप Y Y or Y ∆ में परिवर्तित करते हैं आइए अब हम 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के 3 फेस अंतर कनेक्शन पर विचार करें अब यदि आप प्राइमरी को Y मे जोड़ते हैं तो सेकेंडरी Y में या तो ∆ मे हो सकता है क्योंकि इसे Y Y या Y ∆ दिया गया है और मान ले B3Φ हम करेंगे और KVA लाइन से लाइन है क्योंकि सिंगल फेज रेटिंग के लिए 1VA सिंगल फेस है अब 3 सिंगल फेस कन्नेक्टेड तो B3Φ हम 3 1 होंगे जो कि 3 है और BLine line यह सिंगल फेस 1266 एक साइड है तो यह 3 से गुणा किया जाएगा पहले भी एक उदाहरण में हमने इसे देखा है तो 31266KV है इसलिए ZB1BLL2 B3∅ वह 3126623 है जो 16027Ω है इसलिए X1 मूल होना चाहिए इससे पहले हमें X1 16027 Ω मिला है और Xm 80135 Ω है इसलिए X1 आपका 1607 भागित 1027 भागित 16027 01pu होगा इसी तरह Xm आपका 8013516027 होगा जो कि 50 pu है इसलिए रिएक्टेन्स व्यक्त कि इसका मतलब है चाहे वह सिंगल फेस हो या 3 फेस यह प्रति यूनिट मान एक ही रहता है इसलिए आपका रिएक्टेन्स डायग्राम Y Y और Y ∆ कनेक्शन इस फिगर नोट में दिखाया गया है कि ∆ Y या ∆ ∆ के लिए रिएक्टेन्स डायग्राम भी समान होगा तो यह आपका चुंबकिय सह समांतर j50 में दिखाया गया है rm इस उदाहरण में केवल आपको दिखाने के लिए विचार नहीं किया गया है कि यह सब यह आपका j010 है और यह दूसरा पक्ष है और करेंट I1 और I2 की दिशा दिखा रहा है यह वोल्टेज V1 और यह वोल्टेज V2 सेकंडरी साइड पर है तो बस आपको दिखाने के लिए इसके बाद आप करेंगे इस प्रति यूनिट सिस्टम के बाद अन्य दिलचस्प बात आप बाद में वोल्टेज नियंत्रण की विधि पाएंगे इसलिए अब उदाहरण 6 के लिए आपको प्रति यूनिट डाइग्राम का भी पता लगाना होगा यहां 1 जनरेटर है मैं पहले डेटा पर आऊंगा यह एक है अगर आपको लगता है कि यह 1 2 3 है जो कि 3 जैसा कुछ है बस प्रोब्लम है तो यह जनरेटर 1 है यह जनरेटर 2 है और लोड यहाँ है यह लोड है यह ट्रांसफार्मर T1 है और 1 से 2 लाइन इम्पीडेंस 4 j16 Ω है और 1 से 3 यह 2 j8 है इसका आधा वास्तव में इसका आधा हिस्सा आपने आसान गणना के लिए लिया है और यह 2 से 3 2 j8Ω है और यह लोड लोड यहां दिया गया है तो जनरेटर 1 यह जनरेटर 1 में 50 MVA 122 KV है और इसकी रिएक्टेन्स 010 pu दी गई है जनरेटर 2 जिसका अर्थ है कि यह 20 MVA 138 KV है और यह रिएक्टेन्स 010 pu है जो Xg2 है इसलिए यह T1 ट्रांस्फोर्मर 1 रेटिंग 80 MVA है इसका मतलब यह है कि यह एक 122 प्राइमरी साइड और दूसरी तरफ 132 KV है तो लो वोल्टेज साइड 122 KV है और यह जनरेटर भी 122 KV और दूसरा साइड 132 है लाइन साइड और ट्रांसफॉर्मर T1 रिएकटेन्स 010 pu ट्रांसफार्मर T2 यह एक 40 MVA है लेकिन स्टार्ट पॉइंट 8 KV 132 KV है जो कि आपका हाइ वोल्टेज साइड है और यह चीज आपके XT2 010 pu है इसलिए जब भी हम लोड करते हैं तो यह 50 MVA का लोड है 08 लैगिंग पावर फैक्टर और 124 KV पर संचालित होता है जिसका मतलब है कि इस बस 3 का वोल्टेज वास्तव में 124 KV है और जब भी ट्रांसफार्मर 30 दिया जाता है तो यह दिया जाता है जहां ट्रांसफॉर्मर 1 122 132 KV यानी कि लो वोल्टेज साइड इस तरफ और जब आप जनरेटर में जा रहे हैं तो यह 138 132 KV लिखा जाता है वास्तव में यह साइड 132 है और यह साइड 1 लो वोल्टेज साइड हमेशा जनरेटर की तरफ ही है लेकिन इसे उस तरह ही दिया जाएगा इसलिए यह वास्तव में यह साइड लो वोल्टेज साइड जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज 138 और 132 KV है इस तरफ इस तरह से दिया जाएगा तो बहुत कन्फ़्युजन नहीं होना चाहिए और यह सेंपल पावर सिस्टम डाइग्राम है और लोड मैंने आपको बताया है कि 15 MVA और 08 लैगिंग के लिए लेकिन 124 KV पर परिचालन हालांकि लाइन 132 है लेकिन लोड और अन्य चीज वोल्टेज के कारण जैसा कि 124 KV में आते हैं इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में आधार KV हम मानते हैं कि यहां कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है तो हम 100 KV को मानेंगे हम मानेंगे कि 100 KV सिर्फ यह आर्बिट्रेरी है कि आपके पास 132 के बजाय या कुछ ऐसा है जिसे मैंने 100 KV लिया है जिससे आपके लिए सभी परिवर्तन सरल हो जाएंगे जो कुछ भी आपका आधार वोल्टेज हैं जो भी आप प्रति यूनिट में आन्सर पाते हैं जब वह वास्तविक यूनिट में बदल जाएगा तो आप देखेंगे कि वही चीज़ आ रही है मैंने यहां 100 KV लिया है जब आप इस समस्या को हल करेंगे जब आप बेस वोल्टेज 130 KV लेते हैं और इसे हल करते हैं जो आपको प्रति यूनिट मान प्राप्त होता है लेकिन यदि आप वास्तविक मात्रा में बदलने की कोशिश करते हैं तो आपको समान मान मिलेंगे और जनरेटर सर्किट मे बेस KV में फिर 100122 132 इसलिए 924 KV यह 100 KV जानबूझकर मैंने इसे ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनाया है ताकि मैं आपको सभी परिवर्तन दिखा सकूं तो यह 100 है और लेकिन यह एक वास्तव में 12 बिंदु है यह ट्रांसफार्मर वास्तव में यह 122 132 है तो लाइन साइड जनरेटर 1 होगा बेस वोल्टेज 100122 132 होगा इसलिए 924 KV के साथ होगा यह नीचे जाएगा इसी प्रकार जनरेटर साइड में G2 100138 132 होगा इसलिए यह 1045 KV होगा इसलिए सभी परिवर्तन आपको कॉमन बेस पर करना होगा अब G1 के लिए आप समीकरण 16 लागू करते हैं इसलिए समीकरण 16 हम यहां लिख रहे हैं मान लीजिए कि यह एक वहाँ लिखा गया था Xnew Xold कुछ लेकिन सामान्य रूप से उस के लिए Xg1newXg1oldMVABnew MVABold KVBold2 KVBnew2 आप मान लेते हैं कि BnewBold100 है तो आप 100 मान लेते हैं अब Bold G1 के रेटिंग वाले रेटेड MVA के बराबर है जिसका मतलब है कि आप जहां भी पुराने MVA या पुराने KV ले जाएंगे इसका मतलब है कि यह जनरेटर या ट्रांसफार्मर या मोटर के रेटेड वोल्टेज है और ओल्ड MVA का मतलब है कि यह जनरेटर ट्रांसफार्मर की रेटिंग जनरेटर ट्रांसफार्मर या मोटर की MVA रेटिंग है ये हमेशा आपके पुराने मान होते हैं इसलिए इसमे कोई कन्फ़्युजन नहीं होना चाहिए इसलिए MVA बेस वोल्ट यही कारण है कि मैं Bold G1 के रेटेड MVA के बराबर लिख रहा हूं यह डेटा दिया जाता है यह 50 MVA है और KVA बेस ओल्ड जो 122 KV है यह जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज भी है जो यहां 122 दिया गया है तो किसी भी रेटेड मूल्य का मतलब है कि मुझे MVA पर KV सभी पुराने मानों जिसका मतलब है कि आपके ओल्ड बेस का रेटेड मतलब है कि यह आपका जिसे आप कहते हैं ये सभी ओल्ड बेस हैं और नया वही है जो आप अस्यूम करते हैं तो यह आपका KV बेस वोल्ट है जो 122 KV है और आपका KV बेस नया जो आपने गणना की है एक जनरेटर 1 के लिए KV बेस नया 924 KV और जनरेटर 2 के लिए 1045 KV है इसका मतलब यह है कि Bnew केवल आपकी समझ के लिए इसे नए सिरे से लिख रहा हूँ 924 KV और Xg1old Xg1 010 pu Xg1old का मतलब है कि जनरेटर की जो भी रिएक्टेन्स होती है वह पुरानी मूल्य है अब Xg1new बराबर है हम इस सूत्र को लागू कर रहे हैं इस समीकरण 16 को लागू करते है यह वास्तव में समीकरण 16 है इसलिए यदि आप इसे लगाते हैं तो यह 01100 50 गुणित जो भी डेटा आप यहां पर सब्स्टीट्यूट करते हैं यहाँ आपको 03486 pu मिलेगा एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि यह सब कैलकुलस है और मैं इसे करता हूँ मुझे लगता है कि मुझे कैलकुलेटर फेसिंग एरर दिखाई दे सकती है लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे अपने से हटा ले यह सब गणना मे यदि आपको कोई एरर मिलती है तो बस मुझे मेल भेजें तो ठीक है इसलिए मेरे पास यह है जिससे कि मैं अपने आप को सही कर सकता हूं तो इसी तरह G2 Xg2new के लिए बराबर है नया सूत्र का उपयोग करके आपको 08719 pu और ट्रांसफार्मर के लिए T1 XT1new उसी तरह से समान है जिस तरह से आप उसी फॉर्मूले का उपयोग करके गणना करते हैं यह 02179 pu दिया जाएगा इसी तरह ट्रांसफार्मर T2 XT2 के लिए यह 033 प्रति यूनिट होगा इसलिए यह जानबूझकर मैंने ऐसा लिया है कि एक प्रॉबलम में सभी प्रकार की कंवर्सेशन को प्रति यूनिट में दिखाया जा सकता है क्योंकि यह इस प्रकार की गणना ठीक है लेकिन बाद के स्टेज में आपको अन्य विषयों के लिए इन सभी चीजों के लिए भारी गणना दिखाई देगी तो ट्रांसमिशन लाइन के बेस इम्पीडेंस जो आपने 100 KV ली है अपके बेस वोल्टेज और बेस MVA 100 है तो ZBline एक 1002100 है जो 100 Ω है अब Z12 लाइन 12 इसकी इम्पीडेंस 4 j16 Ω दी गई थी जो कि Z12 यदि आप Z12 ओमिक मूल्य भागित ZB लाइन का इम्पीडेंस आपका लाइन का आधार मान लाइन इम्पीडेंस इसलिए 4 j16 100 तो यह 004 j016 pu है और Z13 Z23 क्योंकि दोनों समान हैं दोनों रेखाओं में समान इम्पीडेंस है जो 2 j8100 है जो 002 j008 प्रति यूनिट के बराबर है अब स्पेसीफाइड लोड दिया गया है यह दिया जाता है कि यह पावर दी जाती है यह 08 पावर फैक्टर लैगिंग है तो यही कारण है कि 500 08 j 06 सही है यह एक बात सुनो यदि लैगिंग पावर फैक्टर को लोड के लिए दिया जाता है जिसका मतलब है कि लोड वास्तव में लोड यह पावर कंस्यूम कर रहा है सोर्स से बिजली की खपत कर रहा है इसलिए जब भी लोड लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो यह 08 j 06 होगा इसलिए मेरा सुझाव है कि वे इसे फिर से घटा नहीं लेते हैं तो यह गलती होगी क्योंकि लोड कंस्यूम पावर का कन्वेन्शन यह है की लोड हमेशा बिजली का उपभोग करता है और जनरेटर यह वास्तव में बिजली को लाइन में इंजेक्ट करता है तो यह 4 j30 MVA होगा क्योंकि यह 4 j30 ब्रैकेट में हम MVA डाल रहे हैं अन्यथा यह 40 वास्तव में मेगावाट और 30 वास्तव में मेगा VAR है लेकिन साथ में यह MVA है अब यह चीजें लोड हैं वास्तव में कुछ भी नहीं कहा जाता है कि यह सिरीज़ है या पेरेलल है मेरा मतलब है कि यह एक लोड है लेकिन क्या यह लोड सिरीज़ मे है या पेरेलल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इसलिए मैं रसिस्टेंस और रिएक्टेन्स के सिरीज़ संयोजन और पेरेलल संयोजन भी दे सकता हूं लेकिन आंशिक रूप से मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन अन्य आप इसे करे इसलिए समीकरण 11 का उपयोग करते हुए कि जब आप समीकरण 11 में वापस जाते हैं तो यह नहीं जानते कि यह समीकरण 11 कहां है अभी यहां से दूर है अभी जो पृष्ठ मुझे दिखते हैं यदि वे मुझे सीधे मिल जाएंगे तो अन्यथा आप सीधे वापस जा सकते हैं ठीक है अगर मैं इसे यहां नहीं पाता हूं तो मैं देखूंगा कि अब यह वास्तव में मिश्रितमिक्स हो गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो समीकरण 11 का उपयोग करें तो Zload जो कोंजुगेट होता है वह ओमिक वैल्यू है यह उनका बेस वोल्टेज है लोड वोल्टेज दिया गया था जो कि डेटा में 124 KV था यह 124 KV दिया गया था तो यह j 12424j30 है खेद है 40 j30 जो कि 30752 ∟36870Ω है इस चीज़ का Z इम्पीडेंस कोंजुगेट है यह कोंजुगेट है तो Z 30752∟ 36 है क्षमा करें 36870 Ω है तो यह आपका Z है अब यह इम्पीडेंस ओम मे है ठीक है संदर्भ स्लाइड देखें 2210 अब यह प्रति यूनिट मान Z जो कि कोंजुगेट प्रति यूनिट मान है यह ओम लाइन ZBline के बेस इम्पीडेंस से विभाजित है तो यह बेस इम्पीडेंस के लिए 100Ω था तो 30752∟ 36870 है तो यह 246 j184 प्रति यूनिट है यह Z था अब यहाँ दोनों यदि आप दोनों तरफ फिर से कोंजुगेट लेते हैं तो यह ZLoad होगा और यह कोण माइनस से प्लस हो जाएगा यह पॉजिटिव होगा यही कारण है कि यह प्रति यूनिट 246 j1845 है तो कोंजुगेट वास्तव में लिया जाता है और दोनों तरफ यही कारण है कि यह एक है इसलिए Rseries 246 प्रति यूनिट है ये रसिस्टेंस भाग हैं और Xseries 1845 प्रति यूनिट है केवल रसिस्टेंस और रिएक्टेन्स का पेरेलल कनेक्शन होगा Rparallel 124240 होगा और वह आपका लोड वार रसिस्टिव भाग 40 j30 है अर्थात आपके 40 MW मेगावाट का आधार मूल्य है तो यही कारण है कि 1242 40 3844 Ω और Rparallel 3844 है लेकिन 100 बेस इम्पीडेंस है इसलिए 3844 Rparallel प्रति यूनिट है इसी तरह Xparallel प्रति यूनिट 30 मेगा VAR के 40 j 30 लोड 30 MVAR के लिए आ रहा है तो यही कारण है कि 1242 30 तो 5125 Ω तो Xparallel प्रति यूनिट 5125 प्रति यूनिट होगी यहाँ तक मैंने दिखाया है बाकी पेरेलल हिस्से को आप करेंगे लेकिन मैं आपको केवल सिरीज़ कनेक्शन दिखाऊंगा केवल सिरीज़ कनेक्शन तो यह है कि यह डाइग्राम है यह प्रति यूनिट डाइग्राम रिएकटेन्स डाइग्राम है तो यह जनरेटर 1 है j03486 प्रति यूनिट है और यह आपका है जिसे हम ट्रांसफार्मर j02179 कहते हैं फिर 3 लाइनें 004 j016 हैं और इस 2 लाइन इम्पीडेंस के लिए यह दो रिएक्टेन्स इस 2 लाइनों के लिए भी दिखाई गई है यह आपका ट्रांसफार्मर T2 j033 भी है और यह रिएक्टेन्स के लिए जनरेटर है और इसके बाद लोड 246 रसिस्टिव भाग है और यह आपका सिरीज़ रिएक्टेन्स वाला हिस्सा है यह लोड और डाइग्राम है यह कनेक्शन पूर्ण रूप से है अब यह एक मैंने इसे पेरेलल बना दिया है मैंने आपको केवल इस हिस्से को पेरेलल को दिखाया है मैंने आपको केवल यह हिस्सा दिखाया है तो आप गणना कर सकते हैं कि आप इस डाइग्राम को बना सकते हैं तो यह आपकी प्रति यूनिट डाइग्राम है यह वास्तव में फ़ाल्ट स्टडीस के लिए आवश्यक है और एक और चीज जिसे बाद में आप देखेंगे तो यह बात कैसे है लेकिन अगर आप 100 KV बेस वोल्टेज के बजाय यदि आप कुछ अन्य बेस वोल्टेज चुनते हैं तो यह पैरामीटर भी अलग होगा क्योंकि चीजे अलग होगी लेकिन अंततः जब आप नेटवर्क को हल करेंगे और आप उन को बदल देंगे सभी मान वोल्टेज करेंट पावर और इम्पीडेंस वास्तविक मूल्यों में आपको समान मान मिलेंगे इसलिए इससे मुझे लगता है कि यह आपके लिए अंतिम उदाहरण होगा कि उसके बाद हम नई चीज पर जाएंगे तो आपको पता है कि यह एक पेरेलल सर्किट है वहां T1 T2 T3 T4 4 ट्रांसफार्मर हैं लाइन 220 KV लाइन है और यह लाइन 2 132 KV लाइन है यह 132 KV लाइन है और यह ट्रांसफार्मर रेटिंग जनरेटर भी 90 MVA और 138 KV Xg दिया जाता है T1 ट्रांसफॉर्मर T1 50 MVA 138220 KV ट्रांसफार्मर रिएक्टेन्स दी गई है तब ट्रांसफार्मर T2 भी रिएक्टेन्स दिया गया और यह एक और मोटर है यहाँ एक और लोड जुड़ा हुआ है यहाँ भी ट्रांसफॉर्मर T2 50 MVA 22011 KV 10 रिएक्टेन्स दिया गया है ट्रांसफार्मर T3 50 MVA 138132 KV 10 दिया जाता है और मोटर 80 MVA 1045 KV रिएक्टेंस 10 लोड 57 MVA दिया जाता है यह लोड भी 57 MVA है 1045 KV पर 08 पावर फैक्टर लैगिंग क्योंकि जनरेटर मोटर 1045 KV है लाइन 1 इम्पीडेंस 50 है रिएक्टेन्स 50 Ω है यह लाइन 1 लाइन 2 यह एक 70 Ω है और आपको प्रति यूनिट इम्पीडेंस डाइग्राम पता लगाना है तो इस समस्या को हम जल्दी से ठीक कर लेंगे और हम इसे जल्दी बना लेंगे तो जनरेटर रेटेड वोल्टेज बस 1 में बेस वोल्टेज के रूप में दिया गया है इसलिए यह ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशिओ के अनुसार अन्य बसों के लिए वोल्टेज बेस को ठीक करता है तो जनरेटर वास्तव में 138 KV है इसलिए हमने इस VB1 का बेस वोल्टेज 138 KV लिया है तो स्वाभाविक रूप से VB2 138 220138 होगा इसलिए 220 KV का मतलब है यह लाइन वोल्टेज साथ ही बेस वोल्टेज 220 KV होगा अब ट्रांसफार्मर T2 के हाइ वोल्टेज साइड के बेस वोल्टेज के लिए VB3 220 KV होगा इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर के लिए यह साइड बेस वोल्टेज 220 KV होगा क्योंकि लाइन वोल्टेज 220 KV है और इसके लो वोल्टेज की तरफ यह 22011220 होगा इसलिए 11 KV साइड 11 KV यह साइड 11 KV बेस वोल्टेज होगा अब इसी तरह VB5 VB6 138132138 तो 132 KV इसका मतलब है आपकी यह बस इस तरफ और इस तरफ इस तरफ और यह साइड बेस वोल्टेज जो VB5 है VB6 इस तरफ 132 KV मैं 1 2 3 4 5 6 मार्क करता हूँ 6 बस है जो चिह्नित की गई है इसलिए VB5VB6 इस चीज को यह बेस वोल्टेज इस तरह चुना जाता है कि अन्य चीजों के लिए बेस वोल्टेज स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा इसलिए सीधे तो बेस MVA हमने 100 चुना है लेकिन जनरेटर का बेस अलग है तो आपको उन्हें बदलना होगा जो आपका नया बेस है तो 90 MVA जनरेटर रेटिंग है जो उनका ओल्ड बेस MVA है और यह नया 100 MV है 100 नया बेस MVA है तो 02 प्रति यूनिट में 01810090 सभी ट्रांसफार्मर 50 MVA रेटिंग और 010 प्रति यूनिट हैं इसलिए 0110050 क्योंकि 100 MVA बेस है 020 प्रति यूनिट अब समीकरण 16 का उपयोग करके यह वही है जो समीकरण 16 के उपयोग से नया और पुराना संबंध है तो Xmold प्रति यूनिट 02 प्रति यूनिट Bold 80KV 80 Bold 1045 KV Bnew 100 है Bnew 11 KV सभी डेटा यह चीजें पहले दी गई हैं तो आप एक एक करके आप इसे डालेंगे और आपको Xmnew प्रति यूनिट 02256 प्रति यूनिट फिर लाइन 2 3 5 6 के लिए बेस इम्पीडेंस आप सभी की गणना 2 B करते है तो आपको 484 Ω मिलेगा इसी तरह 5 से 6 के लिए 2 B 1322 100 17424Ω लाइन 1 प्रति यूनिट बेस प्रति यूनिट इम्पीडेंस 50484 01033 प्रति यूनिट है लाइन 2 के लिए यह 70174 था क्योंकि 70 Ω बहुत अधिक 17424 04017 प्रति यूनिट दिया गया है तो यह सब लाइन और जनरेटर की गणना की गई है अब लोड 08 पावर फैक्टर लैगिंग पर है तो यह 57 MVA है इसलिए SL3Φ 57∟36870 MVA है यह हमने पहले देखा है और लोड इम्पीडेंस 2 SL से दिया जाता है यह 10452 57∟ 36870 है ये भी हमने देखा है इसलिए ZL 1532 j11495 ओमिक वैल्यूज़ होगा तो यह वास्तव में ओमिक मान है अब लोड के बेस इम्पीडेंस यह वास्तव में हमें दूसरी तरफ 11 KV मिला है तो 11 यह 11 दिया जाता है इसलिए 112 100 जो कि 121 Ω है सभी डेटा इसलिए दिए गए हैं ZL प्रति यूनिट यह पूरी चीज़ आप 121 से विभाजित करते हैं आपको 1266 j 095 प्रति यूनिट का मिलेगा इसलिए यह एक मैंने थोड़ा तेज कर दिया क्योंकि सभी उदाहरण हमने दिखाए हैं इसलिए प्रति यूनिट इक्वीवेलेंट सर्किट डाइग्राम फिगर 20 में दिखाया गया है अर्थात ये डाइग्राम यह जनरेटर है तो आपके पास दो पेरेलल लाइन हैं ट्रांसफार्मर फिर लाइन फिर ट्रांसफार्मर 02 01033 022 फिर से यह और अन्य लाइन के लिए यह j02 है क्योंकि सभी ट्रांसफार्मर के प्रति यूनिट समान थे तो T1 T2 T3 T4 में रूपांतरण के बाद यह बात होती है लेकिन इस समय लाइन में यह 01033 है और यह j04017 और मोटर और लोड वहाँ पेरेलल में होता है तो मोटर इम्पीडेंस इस तरफ Xm 02256 यह मोटर है और यह लोड रसिस्टिव भाग भी 1266 और j095 है तो यह प्रति यूनिट डाइग्राम है तो इसके लिए आपकी प्रति यूनिट प्रति यूनिट कुछ 7 अलग अलग प्रकार की प्रॉबलम मैंने आपको दिखाई हैं और अगली बार जब हम वोल्टेज नियंत्रण की उस विधि को अपनाएंगे और आप पाएंगे आपका जो आप कहते हैं आपका टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को ऑफ और ऑन लोड पर उसी समय विभिन्न प्रकार के वोल्टेज नियंत्रण के तरीकों से हम पाएंगे कि चीजें दिलचस्प हैं